हम कोशिकाओं को परिरक्षित क्यों करना चाहते हैं यह एक सामान्य प्रश्न है और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है I बहुत सारी कोशिका लाइंस और स्ट्रेंस हैं जिन्हें उत्पादन और शोध के लिए रूपांतरित करके उपयोग किया जाता है I पर यह कैसे संभव है

कैसे इसे कंट्रोल किया जाता है और किस तरह यह कोशिकाओं पर तनाव का कारण बनता है I